प्रयोग से पहले हमे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की घूर्णन का ऊर्ध्वाधर अक्ष और टेलीस्कोप एवं कॉलीमटोर का क्षैतिज अक्ष पूर्णतया अच्छी तरह से अवस्थित है सामान्यत इसके लिए हम चरणबद्ध स्टेप बाई स्टेप रूप में आगे बढ़ेंगे पहले टेलीस्कोप की लेवलिंग करेंगे इसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य है घूर्णन अक्ष को ऊर्ध्वाधर और टेलीस्कोप अक्ष को क्षैतिज करना इसके लिए हम स्परिट लेवल का उपयोग करेंगे स्परिट लेवल को टेलीस्कोप ट्यूब के अनुदिश रखेंगे और यहाँ यह कहा जा रहा है की दोनों आधार लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करें कॉलीमटोर के नीचे दिए गए स्क्रू को लेवलिंग करें बेस लेवल यह बेस लेवल है यहाँ दो लेवलिंग स्क्रू हैं बेस लेवलिंग स्क्रू और तीसरा यहाँ है कॉलीमटोर के नीचे इसे छोड़करआप इन दो लेवलिंग स्क्रू बेस लेवलिंग स्क्रू का प्रयोग कर इसको मध्य में ला सकते हैं यह पहले से ही लगभग मध्य में है यदि यह वास्तव में मध्य में नहीं है तब आपको इसको विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए यदि में इसे दक्षिणवर्ती घुमाता हूँ यह दक्षिणवर्ती है और इसे मुझे वामावर्ती घुमाना चाहिए इस से हम समझते है की हम उसे मध्य में लाना चाहते हैं हमे चेक करना चाहिए की वह दूर जा रहा है मध्य में आ रहा है या इस दूसरी तरफ जा रहा है मैं देख सकता हूँ की यह दूसरी तरफ जा रहा है मुझे इसे विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए यह लगभग मध्य में हैं यह मध्य में हैं इस तरह आप इसे ला सकते हैं यहाँ बुलबुला मध्य में है अब टेलीस्कोप को 180 डिग्री से घुमाये और बेस एवं टेलीस्कोप के लेवॅलिंग स्क्रू को एडजस्ट करें अगले स्टेप में आप टेलीस्कोप को 180 डिग्री लगभग 180 डिग्री घुमाये हम इसे पूर्णतया 180 डिग्री नहीं बना सकते अब इसे पुनः यहाँ रखे अब इसे मध्य में लाने के लिए अब आप इन दोनों को पुनः एडजस्ट करे यह बेस एवं टेलीस्कोप लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करता है इन दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही हमें इन दोनों को एडजस्ट करना होगा यह लगभग बीच में है मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं संदर्भ समय 0409 मुझे लगता है कि मुझे इसे बीच में लाना होगा और यह लगभग बीच में है इस तरह से आप बस फिर से ऑपरेशन को दोहराते हैं वापस लाते हैं और जाँचते हैं कि क्या यह बीच में है यदि नहीं तो आप इन्हें वापस ले जा सकते हैं बस एक दो तीन बार बस आप कोशिश करे और इसे बीच में रखें अब इस तरह से यह आपकी टेलीस्कोप है यह अक्ष क्षैतिज है और टेलीस्कोप का घूर्णन अक्ष ऊर्ध्वाधर है टेलीस्कोप को कॉलीमटोर की सीध में रखें यदि आवश्यक हो तो आप कॉलीमटोर के नीचे बेस लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करते हैं आप एक ही सीध में रखें और फिर यदि आप देखते हैं कि यह मध्य में बिल्कुल नहीं है तो इसे थोड़ा एडजस्ट करने की आवश्यकता है आपको कॉलीमटोर के नीचे दिए इस लेवलिंग स्क्रू बेस लेवलिंग स्क्रू का उपयोग करना है लेकिन यहाँ यह फिक्स्ड है आप इसे बदल नहीं सकते इसे फिक्स्ड रखते हैं इसलिए आपको मूल रूप से अन्य दो स्क्रू और टेलीस्कोप लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करना होगा टेलीस्कोप को लेवलिंग करने के बाद आपको कॉलीमटोर को लेवलिंग करना होगा कॉलीमटोर को क्षैतिज करने के लिए इसे फिर सही रखे यह सरल है इसको बीच में रखें और फिर कॉलीमटोर लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करें मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा यह बेस लेवलिंग स्क्रू है मैं अब इसे और डिस्टर्ब नहीं करूंगा साथ ही मैं इसके स्तर को भी और अधिक डिस्टर्ब नहीं करूंगा यहाँ आप लेवलिंग सकते हैं केवल इन दोनों को यहाँ से एडजस्ट करके यह पहले से ही मध्य में है मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं यह मध्य में होना जरूरी है इस कॉलीमटोर लेवलिंग स्क्रू का उपयोग करें इसे अब मध्य में लाएं आपकी जो भी आवश्यकता मैंने आपको बताई थी वह भाग पूर्ण हुआ अर्थात लेवलिंग का भाग पूर्ण हुआ क्या आवश्यकता थी मैंने बताया यह आवश्यकता थी कि टेलीस्कोप का घूर्णन अक्ष टेलीस्कोप का ऊर्ध्वाधरअक्ष और कॉलीमटोर क्षैतिज होना चाहिए अब अगला भाग यह भाग पूर्ण हुआ अब प्रिज्म टेबल का टॉप क्षैतिज होना चाहिए अगला भाग प्रिज्म टेबल का लेवलिंग है प्रिज्म टेबल का लेवलिंग यहाँ मैं किसी अन्य लेवलिंग स्क्रू को डिस्टर्ब नहीं करूँगा इन तीनों को छोड़ दिया गया है ये प्रिज़्म टेबल इन तीनों को छोड़ दिया जाता है यहाँ एक प्रिज्म टेबल है ताकि ये लेवलिंग स्क्रू तीन स्क्रू ये जुड़े हुए हैं लेवलिंग स्क्रू की एक कनेक्टिंग लाइन के समानांतर लेवलिंग स्परिट लेवल रखें इस तरह से आप इसको रख सकते हैं अब आप इन दोनों को एडजस्ट करके इसे बीच में लाएँ यह बीच में है फिर से मुझे भी इसे विपरीत दिशा में घुमाना होगा दूसरे तरीके से मुझे घुमाना है विपरीत दिशा में मैं विपरीत दिशा में घुमा रहा हूं हां यह बीच में है अब यह बीच में है फिर हमें इसको रखना होगा इसको हमें उसी लाइन में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रखना होगा एक ही और फिर हम इस स्क्रू लेवलिंग स्क्रू को बीच में लाने के लिए एडजस्ट करेंगे दूसरी तरह से मुझे इसे बीच में लाने के लिए घुमाना होगा इस प्रक्रिया को एक बार फिर से देखने के बाद एक बार और देखें हाँ यह लगभग मध्य में है और इस तरह से आप देखते हैं कि यह लगभग मध्य में है इस तरह आपको प्रक्रिया को दोहराना है और इसे लाना है अब यह टेबल पूरी तरह से क्षैतिज है मैंने किसी अन्य को अस्तव्यस्त नहीं किया है केवल प्रिज्म के लिए लेवलिंग स्क्रू को मैंने इन तीन का उपयोग किया है अब प्रिज्म टेबल है क्षैतिज ठीक है इस तरह मूल रूप से इस यांत्रिक लेवलिंग के बाद अगला कदम क्या है आप अगले चरण के लिए जाएंगे अगला चरण क्रॉस वायर को एडजस्ट करना और इमेज को फोकस करना है पहले से ही मैंने आपको दिखाया है कि यह टेलीस्कोप को किसी प्रकाशित पृष्ठभूमि की ओर घुमाता और ऑयपीस को अंदर या बाहर की ओर मूव करे जब तक कि क्रॉस वायर सुस्पष्ट न हो जाए वह हिस्सा जो मैंने पहले ही ठीक कर दिया है ठीक है मैंने आपको दिखाया था इसके बाद टेलीस्कोप को कॉलीमटोर की सीध में रखें टेलीस्कोप एवं कॉलीमटोर की फोकस नॉब को घुमा कर इमेज को शार्प बनाये टेलीस्कोप को कॉलीमटोर की सीध में रखें एवं इमेज को शार्प बनाये घुमा कर आपको इस इमेज को देखना है और यह बता रहा है कि इन दोनों का उपयोग करके इसे शार्प करें मैंने इसे शार्प बना दिया है आप स्लिट की इमेज देख सकते हैं यह हमारे स्रोत के लिए स्लिट की इमेज है आप क्रॉस वायर और इस इमेज को देख सकते हैं अब टेलीस्कोप और कॉलीमटोर को एडजस्ट करके थोड़ा सा फोकस करके आप स्पष्ट इमेज प्राप्त कर सकते हैं हमने जो किया वह लगभग है यह लगभग है हमने बेसिकली केवल इमेज देखने के लिए ऐसा किया लेकिन यहाँ समानांतर किरणें प्राप्त करने एक विधि है उस विधि को हमें लागू करना होगा ताकि मैं बाद में इसे उपयोग कर सकूं इस तरह से हम क्रॉस तार एडजस्ट करते हैं एवं इमेज फोकस करते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया की यदि इमेज ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नहीं है तब आपको स्लिट को घुमाना है और इसे वर्टिकल बनाना है स्लिट को इसके स्वयं के तल में घूमने की गुंजाइश है आप इसे वर्टिकल बना सकते हैं क्रॉस वायर एवं स्लिट यहां क्रॉस पोजीशन में रखे गए है आप इसे प्लस पोजीशन में भी रख सकते हैं केवल क्रॉस वायर को घुमा कर यहाँ गुंजाइश हैं अब आगे हमें प्रिज्म की ऑप्टिकल लेवलिंग करनी है चीजें पहले से ही लेवेलेड हैं लेकिन हमें ऑप्टिकल लेवलिंग की आवश्यकता क्यों है अब सवाल यह है कि प्रिज्म के रेफ्रेक्टिंग फेसेस को ऊर्ध्वाधर बनाया जाए अब यह प्रिज्म है ठीक है यदि यह प्रिज्म यह सतह पूरी तरह से चिकनी और क्षैतिज है तो मुझे ऑप्टिकल लेवलिंग करने की आवश्यकता नहीं है या जब हम ग्रेटिंग का उपयोग करेंगे तो इस आधार को प्राप्त करने वाली ग्रेटिंग सतह हो सकता है की पूरी तरह से क्षैतिज ना हो अगर यह पूरी तरह से क्षैतिज नहीं है इसका मतलब है यहाँ कुछ टिल्टिंग है वह हिस्सा है तो इसे बनाने के लिए इसे रेफ्रेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए रेफ्रेक्टिंग सरफेस क्या है यह रेफ्रेक्टिंग सरफेस है अपवर्तक सतह है इन रेफ्रेक्टिंग सरफेस को प्रिज्म टेबल पर वर्टीकल होना चाहिए यह वह स्थिति है जिसे आप जानते हैं कि यदि यह ऐसा नहीं है तो आधार पूरी तरह से क्षैतिज नहीं है मतलब कुछ ऊपर नीचे है ऐसा होगा इसमें कुछ झुकाव हो सकता है यह कुछ झुका हो सकता है उससे क्या होगा जो भी इमेज हमें मिलेगी वह इमेज एक तरफ नीचे जा सकती है और दूसरी तरफ यह ऊपर जा सकती है इसलिए हमें यह ऑप्टिकल लेवलिंग करनी होगी उस इमेज को सभी तरफ से हम मिडिल ऑफ़ दी व्यू में प्राप्त करते हैं यह बता रहा है कि हम आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रकाश सोडियम प्रकाश सोडियम स्रोत को प्रकाशित करते हैं हमारे पास पहले से ही सोडियम का स्रोत है टेलीस्कोप को कॉलीमटोर के सापेक्ष 90 डिग्री पर रखें लगभग 90 डिग्री पर रखें यदि मैं कॉलीमटोर के साथ 90 डिग्री पर रखता हूं प्रिज्म को टेबल पर रखें इस तरह ताकि इसका वर्टेक्स टेबल के ऊपरी तल के समान हो और इसकी एक सतह प्रिज्म टेबल के लेवलिंग स्क्रू को जोड़ने वाली लाइन के लंबवत हो यह क्या बता रहा होगा प्रिज्म में मैं आपको बताता हूं कि इस प्रिज्म में आप क्या देख रहे हैं यह त्रिकोणीय प्रिज्म है इसमें दो त्रिकोणीय फेस है एक त्रिकोणीय फेस यह है और यह दूसरा त्रिकोणीय फेस है और अन्य तीन फेस आयताकार हैं यहाँ ये दो त्रिकोणीय फेस और एक अन्य आयताकार फेस अपारदर्शी हैं ये पारदर्शी नहीं हैं तीन आयताकार फेसेस में से एक अपारदर्शी है और अन्य दो आयताकार फेसेस पारदर्शी हैं इन दो को हम अपवर्तक सतह बता रहे हैं अब यह यहाँ इस प्रिज़्म का आधार है मूल रूप से यह नॉन रेफ्लेक्टिंग अपवर्तक सतह है यह अपारदर्शी सतह है ये आधार है ये दोनों पारदर्शी हैं और इन्हें हम अपैक्स कहते हैं या इन्हें हम प्रिज्म कोण शीर्ष कोण प्रिज्म कोण के रूप में लेते हैं यह बता रहा है कि प्रिज्म को टेबल पर उसके शीर्ष के साथ रखें इसके शीर्ष के साथ अर्थात इसे प्रिज्म टेबल के साथ है शीर्ष प्रिज्म टेबल के साथ इसका मतलब यह है कि ये शीर्ष इसे केंद्र में रखेंगे प्रिज़्म टेबल के केंद्र में ये शीर्ष और इसके फेसेस में से कोई एक ये दोनों फेसेस रेफ्रेक्टिंग फेसेस प्रिज्म टेबल के लेवलिंग स्क्रू को जोड़ने वाली लाइन के लंबवत हो और फिर आप 90 डिग्री पर छोड़ते हैं इमेज देखें मैं इमेज देख सकता हूं और यह है मैं इमेज देख सकता हूं अगर इमेज बीच में नहीं है इन दो पेंचों को इन दो पेंचों को आपको विपरीत दिशा में घुमाना है यह लगभग लेवल है मैं घुमा नहीं रहा हूं विपरीत दिशा में आपको इसको घुमाना है और इस इमेज को क्षेत्र के मध्य में लाना है ठीक है फिर आप रिफ्लेक्शन को दूसरी सतह से लेते हैं यह सतह और इसे देखें मै इसे देख सकता हुँ अब यह एक तीसरा स्क्रू है आपको इसे बीच में लाने के लिए घुमाना होगा अगर यह बीच में नहीं है तो यह लगभग बीच में है मैं नहीं करना चाहता थोड़ा मैं थोड़ा नीचे ले जा सकता हूं मैं एक टेकडाउन कर सकता हूं यह ऑप्टिकल लेवलिंग है मुझे दोनों सतह अपवर्तन सतह से दोनों के लिए व्यू मिल रहा है मुझे बीच में स्लिट की इमेज मिल रही है मैं उसे कैमरे में नहीं दिखा रहा हूं आगे इसलिए ये स्पेक्ट्रोमीटर अब पूरी तरह से लेवेलेड है यह प्रयोग के लिए तैयार है अब इस प्रयोग के लिए यह ऑप्टिकल लेवलिंग के लिए है इसलिए यह आप दोनों सतहों के लिए दोहरा सकते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है अब प्रयोग के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको करना है आपको समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए किसी मेथड के लिए जाना होगा समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए मूल रूप से समानांतर किरणों के फोकस या फोकसिंग करने के लिए एक विधि है जिसे शूस्टरस मेथड Schuster's method कहा जाता है शूस्टरस मेथड द्वारा समानांतर किरणों को फोकसिंग करना यह एक विधि है मैं सोचता हूँ की मैं इस विधि का वर्णन करूँगा हाँ करूँगा इससे पहले मैं समानांतर किरणों के फोकसिंग करने के लिए एक और सरल विधि बताता हूँ यह सरल विधि है मैं आपको बताता हूँ पहले हमें समानांतर किरणों के लिए क्या करना है यहां ऑय पीस क्रॉस वायर से इस तरह से दूरी पर सेट किया जाता है कि क्रॉस वायर फोकस्ड हो इसका मतलब है क्रॉस वायर ऑय पीस के focal point फोकल पॉइंट पर है अब इस क्रॉस वायर को मुझे इस टेलीस्कोप लेंस के फोकल पॉइंट पर सही से रखना होगा इसके लिए शूस्टरस मेथड Schuster's method है यहाँ एक और सरल विधि है जिसका मैं वर्णन करूँगा आप जानते है मुझे क्या आवश्यकता है मुझे आवश्यकता है समानांतर किरणें जो दूरदर्शी पर पड़ रही हैं और ये समानांतर किरणें फोकल तल पर कनवर्जड हो जाएंगी और वहाँ इमेज का निर्माण होगा और उस इमेज का क्या जहाँ से वह प्रकाश आ रहा है और फिर वहाँ फोकल पॉइंट जहां इमेज बनती है मुझे वहां क्रॉस वायर रखना है अब आप जानते है कि दूर की वस्तु से दूरी के स्रोत से लंबी दूरी से प्रकाश के आने पर हम मान लेते हैं कि प्रकाश समानांतर किरणों के रूप में हमारे पास आ रहा है ठीक है यहाँ अगर मैं एक दूर की वस्तु लेता हूँ तो इस प्रयोगशाला में अगर मैं इस दूर की प्रयोगशाला को लेता हूँ यह अलमीरा है अगर मैं इस अलमीरा पर फोकस करता करूँ तो इस लंबी दूरी पर मैं अलमीरा को देख सकता हूँ ठीक है यह लगभग फोकस है मैं फोकस करूँगा अलमीरा से यह लंबी दूरी है यहाँ जो भी प्रकाश इस लेंस में प्रवेश करता है यह तो हम कहते हैं कि ये समानांतर किरणें हैं ये समानांतर किरणें आ रही हैं और फिर फिर फोकल पॉइंट पर इमेज बनेगी मुझे क्रॉस तार को फोकल पॉइंट पर रखना होगा इसलिए मुझे उस इमेज को शार्प बनाना होगा मैं इमेज को शार्प बना सकता हूं हाँ वहाँ है हाँ मैंने शार्प बना दिया है इसका मतलब है मेरा क्रॉस वायर फोकल पर है टेलिस्कोप लेंस के फोकल तल पर इस तरह से यदि हम दूर की वस्तु फोकस करते हैं तो और हम इस दूर की वस्तु की शार्प इमेज देख सकते हैं इसका मतलब है क्रॉस वायर टेलीस्कोप लेंस के फोकल प्लेन पर है जो कि समानांतर किरणों के लिए इस टेलीस्कोप की सेटिंग का उद्देश्य है इस केस में हम मानते हैं कि दूर की वस्तु से किरणें यहाँ आ रही हैं जब यह टेलीस्कोप तक पहुँच रही है तो उनकी किरणें समानांतर हैं अब लेकिन यह हम नहीं जा रहे हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे मुझे सिर्फ एक बार और जांचने दें कि क्या मुझे थोड़ी सी भी जरूरत है क्योंकि वह दूसरी नजर में था मेरी नजर में मुझे शार्प इमेज की जांच करनी है मैं देख सकता हूं अब हम इस नॉब को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि यह सेट है यह इस फ़ोकस नॉब के लिए सेट किया गया है हमने इस लेंस के फोकल तल पर क्रॉस वायर को सेट किया है ठीक है इस तरह से यह समानांतर प्रकाश उस स्रोत से नहीं आ रहा है जिसे हमें यहाँ बनाना है हमें करना है हमें इसे अभी देखना है सीधा प्रकाश हमें इस सीधा प्रकाश को देखना है और चूंकि यह स्रोत अनंत पर नहीं है लेकिन बहुत दूर के स्थान पर नहीं है इस नॉब को हमें इस लेंस के केंद्र बिंदु पर स्रोत को रखने के लिए एडजस्ट करना होगा फिर जो भी प्रकाश आएगा वह समानांतर होगा तब हम बहुत शार्प इमेज देखेंगे यह इमेज लगभग शार्प है क्योंकि पहले से ही हम इसे एडजस्ट कर चुके हैं अब आपको स्लिट की इमेज बहुत शार्प करने के लिए इसे एडजस्ट करना होगा स्लिट की इमेज बहुत शार्प करने के लिए हां यह शार्प है और मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा इसे थोड़ा पतला कर दिया है मैंने इसे बना दिया है मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं लेकिन इसलिए शार्प इमेज बनाने के लिए जैसा कि मैंने अनंत पर देखा है इतनी दूर इस प्रकार की तीक्ष्ण इमेज पाने के लिए मुझे कॉलीमेटर की फोकस नॉब को एडजस्ट करना होगा इसका मतलब है कि प्रकाश कॉलीमेटर से आ रहा है इसलिए ये समानांतर किरणें है इस तरह से हमें कॉलीमेटर से आने वाली किरणों को समांतर किरण बनाना होगा और यहाँ ये समानांतर किरणेजो इस दूरदर्शी में प्रवेश कर रही है और वे इसके केंद्र बिंदु पर मिल रही हैं और वहाँ हमने क्रॉस वायर लगा दिया है इस विधि द्वारा समानांतर किरणों को फोकस किया जाता है यह सबसे सरल विधि है यहाँ एक अन्य विधि और है जिसे शूस्टरस मेथड Schuster's method कहा जाता है मुझे लगता है कि मैं इस पर चर्चा कर सकता हूं हमें स्टेप बाई स्टेप जाना है मुझे अब यहां रुकने दें वास्तव में यह सेटअप प्रयोग के लिए तैयार है विभिन्न प्रकार के प्रयोग जो प्रिज्म का उपयोग कर किये जा सकते हैं इनकी में एक एक करके मैं आने वाली कक्षाओं में चर्चा करूंगा मूल रूप से अगली कक्षा में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि समानांतर किरणों को बनाने के लिए शूस्टरस मेथड जो की बहुत प्रसिद्ध मेथड है स्टेप बाई स्टेप हम उस मेथड को सीखेंगे अगली कक्षा में मैं चर्चा करूँगा कि मेथड क्या है धन्यवाद